हम एक नए विषय के साथ शुरू करने जा रहे हैं वह विषय 5 हैं यह कंट्रोल स्कीम की आपूर्ति करने वाली है हम आमतौर पर डीसी मोटर देखते हैं तो यह कहा जाता है और आर्मेचर करंट है तो प्रोपोर्शनल है यह आर्मेचर करंट है और इसे आपके अनुसार लिखा जा सकता है अब यह पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में जाना जाता है अब यहाँ वास्तव में क्या करना है प्रत्येक रोबोटिक जॉइंट में यह विशेष रूप से उत्पन्न करना होगा जो कि समय के कार्य के रूप में टोक़ को उत्पन्न करना होगा और एक ही समय में यह सुनिश्चित करना होगा कि जॉइंट एंगल जो कि समय के एक फंक्शन है कि समय के एक फंक्शन के रूप में अपने और यही कारण है कि समय के एक फंक्शन हमें पता लगाना होगा फिर यह कैसे सुनिश्चित करें कि यह विशेष मोटर डीसी मोटर करना या बनाना चाहता हूं तो यह आवश्यक है तो समय के एक फंक्शन के रूप में समय के एक फंक्शन के रूप में अंततः इसे विशेष रूप से उत्पन्न करना होगा अब मैं सिर्फ यह चर्चा करने जा रहा हूं कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि यह विशेष डीसी मोटर को उत्पन्न करने जा रहा है अब देखते हैं कि इस विशेष टोक़ पर चर्चा करते समय कि यह विशेष रूप से संयुक्त टोक़ शब्द जोड़ता हूं इसलिए यह घर्षण को मोटर द्वारा उत्पन्न किया जाना है कैसे उत्पन्न करें कि मैं चर्चा करने जा रहा हूं अब इस विशेष टोक़ को उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा इसलिए हमें एक विशेष कंट्रोल स्कीम के रूप में जाना जाता है अब यहाँ पार्टीशन कंट्रोल स्कीम उत्पन्न करने के लिए है अर्थात् जो कि दो भागों में विभाजित है एक कुछ भी नहीं है लेकिनहैं इसलिए यह एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है अब यदि आप कहते हैं कि जॉइंट टोक़ यह इसलिए यह विशेष रूप से एक साथ लिया गया शब्द है जिसे हम इसे कहते हैं और फिर कुछ भी नहीं है लेकिन यह इनरशिया टर्म्स है ठीक है और यह विशेष रूप से एक कंट्रोलर है अब हम यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे उत्पन्न हो सकता है ताकि विशेष रूप से इसके कंट्रोलर हो तो आइए हम यह समझाने की कोशिश करें कि उस विशेष को कैसे उत्पन्न किया जाए अब यह अगर मैं PD कंट्रोल लॉ है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी गेन वैल्यू के अंतर का पता लगा सकते हैं अर्थात तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन वास्तव में मैं क्या करता हूं इसलिए यहडिजायर्ड एंगुलर वेलोसिटी है और यह विशेष अंतर कुछ भी नहीं है लेकिन आपका है और यह क्या है कुछ भी नहीं है लेकिन डिजायर्ड एक्सलेशन है अब हम देखते हैं इस PD कंट्रोल लॉ का उपयोग करके इसे कैसे उत्पन्न किया जाए अब इससे पहले कि मैं जाऊं मैं आपको बता दूं कि अगर मैं PD कंट्रोलर का उपयोग करता हूं तो PID कंट्रोलर और यहां हम एक अतिरिक्त शब्द जोड़ रहे हैं जो आपके K I को उस एकीकरण Edt द्वारा गुणा किया गया है डेरिवेटिव कंट्रोल ला अब यहाँ यह K I कुछ भी नहीं है लेकिन आपका अभिन्न अनाज कहा जाता है अब इस निकोल्स विधि का उपयोग कर रहे हैं हम ऐसे सभी K P K I और K D मानों का पता लगा सकते हैं और एक बार जब आप मिल गए हैं कि अब मैं इसे विशेष रूप से लागू कर सकता ह अब देखते हैं कि इस विशेष को कैसे लागू किया जाए अब हम नियंत्रण वास्तुकला का ब्लॉक आरेख है अब यह विशेष रूप से जैसा कि मैंने उल्लेख किया है इसलिए यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह आपका है और जैसा कि आपने इस पार्टीशन कंट्रोल स्कीम के अनुसार उल्लेख किया है ये है तो और यह विशेष रूप से जो कुछ भी आपने यहां लिखा है वह थीटा थीटा डॉट प्लस सी थीटा प्लस एफ थीटा डॉट यह कुछ भी नहीं है लेकिन बीटा ठीक है तो यह है यह है अब मुझे यह विशेष रूप से उत्पन्न करना होगा अब जिस तरह से किया गया है वह इस प्रकार है हम कुछ प्रकार के बंद लूप नियंत्रण प्रणाली की भरपाई की जाएगी अब यहाँ मैंने उल्लेख किया है कि कुछ भी नहीं है लेकिन डिजायर्ड एक्सलेशन है तो आपका आता है यह डिजायर्ड वेलोसिटी है और यह कुछ भी नहीं है लेकिन डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट है अब यहाँ इनकी मदद से हम इसे विशेष रूप से उत्पन्न करने जा रहे हैं आइए देखें कि यह कैसे उत्पन्न होता है यह कहते हुए कि यह कहना है कि योग जंक्शन है जो मैं कह रहा हूं इसलिए यह विशेष रूप से अब इस विशेष नियंत्रण नियम के अनुसार इसे कैसे निर्धारित किया जाए अब जैसा कि मैंने चर्चा की है कि यह विशेष रूप से PD नियंत्रण नियम के अनुसार यह विशेष रूप से इसलिए मुझे इसे यहाँ लिखना है इसलिए यह विशेष कुछ भी नहीं है लेकिन है अब यह योग जंक्शन है और हम देख सकते हैं मैं यहां तीन ऐसे प्लस साइन लगा रहा हूं तो उनके प्लस K P से आ रहा है त्रुटि से गुणा इसलिए K P को त्रुटि से गुणा किया जाता है इसलिए यह विशेष रूप से आपके K D से गुणा किया जाता है इसलिए इस K D को गुणा किया जाता है ताकि उन चीज़ों को यहाँ सारांशित किया जाए और यह कुछ भी नहीं है लेकिन आपका है और एक बार जब आपको यह विशेष रूप से मिल जाता है तो हम इसे से कई गुना बढ़ा देते हैं तो मैं पूरा हो जाएगा अब यहां हमें एक लोड मिला है लोड का मतलब है कि यह यांत्रिक भार को उत्पन्न कर रहा है इसका मतलब है यह उत्पन्न कर रहा है आदि इसलिए जिस क्षण मैं आवेदन कर रहा हूं मैं केवल उस विशेष मोटर को लगा रहा हूं तो क्या होगा यह इस विशेष टोक़ को महसूस करने के लिए है जिसे प्राप्त करने के लिए लागू किया गया है और ऐसी सभी चीजें और कुछ सेंसर का उपयोग करके हम इसे विशेष रूप से माप सकते हैं और कैसे मापें और कि मैं कुछ समय बाद चर्चा करूंगा अब यह मानते हुए कि हम इसे विशेष रूप से मापने में सक्षम हैं और इसलिए तुलना के उद्देश्य से इसे इस जंक्शन पर लाया जाएगा इसलिए थीटा मिल रही है और यह त्रुटि K P द्वारा गुणा की जाएगी और इसे यहां जोड़ा जाएगा इसी तरह जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसे हम माप सकते हैं तो यह इस विशेष योग जंक्शन पर तुलना के उद्देश्य से यहां लाया जाएगा और यह आपके साथ तुलना की जाएगी और इसे प्राप्त कर रहा होगा और यह K D द्वारा गुणा किया जाता है और यहां भी इसका सारांश दिया जाएगा और मुझे यह विशेष रूप से मिलेगा तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी इसलिए पहले चक्र में हमें सटीक नहीं मिल सकता है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम बंद लूप नियंत्रण प्रणाली में हम समय के कार्य के रूप में इस विशेष रूप से सटीक रूप से उत्पन्न करने जा रहे हैं और इसीलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि समय के कार्य के रूप में समय के कार्य के रूप में और निश्चित रूप से आप समय के कार्य के रूप में प्राप्त कर रहे होंगे ठीक है तो यहाँ ठीक वितरण होगा तो इस विशेष जॉइंट टोक़ के रूप में महसूस किया जाएगा और ठीक है तो यह वह तरीका है जिससे हम वास्तव में अपने DC मोटर की मदद से रोबोटिक जोड़ क्या होनी चाहिए और अगर मुझे इस विशेष बिजली रेटिंग और K स्थिर है आम तौर पर हमने DC मोटर के लिए एक छोटा मूल्य माना तो 0025 या तो और हम इस विशेष नुकसान का पता लगाने की कोशिश करते हैं और फिर हम तय करते हैं कि इस विशेष मोटर के लिए बिजली की रेटिंग क्या होनी चाहिए तो यह वास्तव में तरीका है हम DC मोटर की मदद से रोबोट के विभिन्न जोड़ों को नियंत्रित करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप PUMA को PUMA नियंत्रित करने का तरीका मानते हैं इसलिए यहाँ मैं इस विशेष PUMA के लिए नियंत्रण वास्तुकला है अब यहाँ 6 जोड़ हैं सभी 6 रोटरी जोड़ हैं और वास्तव में प्रत्येक संयुक्त पर हमें इस प्रकार की नियंत्रण प्रणाली मिली है इसलिए यदि हम इस विशेष जोड़ में से प्रत्येक के लिए नियंत्रण वास्तुकला देखते हैं तो यह वास्तव में एक विशेष संयुक्त के लिए नियंत्रण वास्तुकला फिर हमें वर्तमान एम्पलीफायर है

अब इस ऑप्टिकल एनकोडर पर इस विशेष मोटर की मदद से बहुत सटीक गति मिल रही होगी अब यहाँ इस PUMA के लिए छह मोटरें हैं अब यह एक विशेष संयुक्त के लिए नियंत्रण योजना है इसी तरह दूसरे संयुक्त के लिए मुझे एक और ऐसी नियंत्रण योजना मिली है तीसरा संयुक्त चौथा संयुक्त पाँचवाँ और छठा संयुक्त और जोड़ों के ऐसे सभी आंदोलन जो एक केंद्रीकृत कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे और वह आपका मास्टर नियंत्रण कंप्यूटर है इसलिए इस विशेष PUMA को नियंत्रित करने के लिए हमें एक कंट्रोलर पर आंदोलन को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए अब तक वास्तव में रोबोट तैयार है और हमने पहले ही चर्चा की है कि किसी विशेष रोबोट को कैसे पढ़ाया जाए इसलिए यदि मैं रोबोट को एक कार्य देना चाहता हूं हम रोबोट को कार्य देने की स्थिति में हैं और रोबोट उसका अनुसरण करने की कोशिश करेगा और उस विशेष कार्य को करने की कोशिश करेगा इसलिए अब तक हमने जो भी चर्चा की है वह यह है लेकिन एक बात जिस पर हमने चर्चा नहीं की है क्या कोई रोबोट निर्णय ले सकता है आप रोबोट को निर्णय लेने में सक्षम कैसे बना सकते हैं इसलिए धीरे धीरे वास्तव में हम इस ओर बढ़ रहे हैं कि कैसे उस विशेष रोबोट को बुद्धिमान बनाया जाए अब इससे पहले कि मैं वास्तव में रोबोटिक्स को बताता हूं कि एक बुद्धिमान रोबोट से आपका क्या मतलब है इसलिए एक बुद्धिमान रोबोट द्वारा वास्तव में क्या मतलब है इसलिए बुद्धिमान रोबोट स्थिति की मांग के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम होगा इसका मतलब है एक बदलती स्थिति में एक अलग माहौल में एक बुद्धिमान रोबोट को निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए और एक और शब्द है जिसे स्वायत्त रोबोट वास्तव में एक रोबोट है जिसे स्थिति की मांग के अनुसार प्रदर्शन करने की अनुमति मिली है इसलिए यदि रोबोट में बदलती परिस्थितियों में प्रदर्शन करने की क्षमता है जिसे एक बुद्धिमान रोबोट कहा जा सकता है तथापि यदि ऐसा है तो यह बुद्धिमान तरीके से प्रदर्शन करने या अलग अलग स्थितियों में निर्णय लेने की अनुमति है इसलिए यदि यह अनुमति है तो केवल इसे स्वायत्त रोबोट नहीं हो सकते हैं अब मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण लेता हूं ताकि बुद्धिमान प्रणाली और स्वायत्त प्रणाली के बीच अंतर का पता लगा सकें अब यदि आप देखते हैं कि एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं अब इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को इस विशेष विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा अब प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेजों में बुद्धिमान लोग संकाय सदस्य छात्र हो सकते हैं लेकिन कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हैं उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों पर निर्भर रहना होगा इसलिए वे बुद्धिमान हैं लेकिन वे दूसरी ओर स्वायत्त कहते हैं अब एक बुद्धिमान और स्वायत्त रोबोट को कैसे डिजाइन और विकसित किया जाए इसलिए उन मुद्दों पर वास्तव में एक के बाद एक विवरणों पर चर्चा की जाएगी और जैसा कि मैंने बताया कि हम रोबोटिक्स की मदद से जानकारी एकत्र करते हैं लेकिन रोबोट के पास ऐसा कोई सेंसर नहीं है इसलिए उदाहरण के लिए कुछ सेंसर लगाने होंगे कहने के लिए कुछ कैमरे लगाने होंगे कुछ सेंसर लगाने होंगे और इस सेंसर और कैमरों की मदद से रोबोट पर्यावरण की जानकारी एकत्र करने में सक्षम होगा और एक बार जब यह विशेष जानकारी मिल जाती है अब यह विश्लेषण करने की कोशिश करेगा कि किसी प्रकार की गति प्लैनिंग एल्गोरिदम का उपयोग करने की कोशिश की जाए जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कार्रवाई के दौरान क्या होना चाहिए और कार्रवाई के पाठ्यक्रम के आधार पर अब आंदोलन होना चाहिए रोबोट के पहियों का आंदोलन होना चाहिए या विभिन्न लिंक की मदद लेते हैं बस उस विशेष गति को लागू करने के लिए इसलिए यहाँ वास्तव में इसे बुद्धिमान बनाने के लिए ऐसे सभी मुद्दों पर एक के बाद एक चर्चा करनी होगी इसलिए हम रोबोट को बुद्धिमान बनाने के लिए विवरणों पर चर्चा करने जा रहे हैं धन्यवाद